तो हम इसे पाठ्यक्रम में पावर सिस्टम के विश्लेषण की शुरुआत करेंगे और इसलिए पावर सिस्टम भारत में विभिन्न स्थानों के लिए विशेष रूप से एक मुख्य पाठ्यक्रम पावर सिस्टम एनालिसिस है जो तीसरे वर्ष का अंडर ग्रैजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स है यह एक मुख्य पाठ्यक्रम है और हम इस पाठ्यक्रम के लिए कुछ महत्वपूर्ण विषयों को पूरा करने का प्रयास करेंगे इसलिए मूल रूप से आपकी पावर सिस्टम वास्तव में पृथ्वी पर सबसे बड़ा मानव निर्मित सबसे बड़ा गतिशील तंत्र है है ना इसलिए मूल रूप से शुरू में हम बिजली प्रणालियों की संरचना और कुछ अन्य पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे तो पहली बात यह है कि आमतौर पर तीन खंड होते हैं जिन्हें हम पावर सिस्टम मानते हैं जेनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विद्युत शक्ति प्रणाली का मुख्य घटक है इसलिए जेनरेटिंग स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से जुड़े होते हैं आमतौर पर ट्रांसमिशन लाइन मुख्य लोड केंद्रों के बीच उच्च वोल्टेज लाइनों द्वारा बिजली के थोक हस्तांतरण का जिम्मेवार है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मुख्य रूप से कम वोल्टेज नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को इस शक्ति के संदेश के लिए जिम्मेदार है इसलिए जेनरेशन ट्रांसमिशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन यह तीन मुख्य घटक है या यह बिजली प्रणाली के 3 मुख्य भाग हैं तो अगला यह है कि अगर हम पावर सिस्टम के सिमेटिक डायग्राम को देखें ठीक है यदि हम पावर सिस्टम के सिमिट्रिक डायग्राम में देखें तो पहला जेनरेटिंग स्टेशन है जो कि मुख्य तौर पर थर्मल या हाइड्रो या न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो सकता है फिर हमारे पास एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है जो आमतौर पर पावर सिस्टम में टर्मिनल वोल्टेज उत्पन्न करता है जो कि मशीन के रेटिंग और जेनरेटर के पावर उत्पन्न करने की क्षमता पर निर्भर करता है लेकिन आमतौर पर यह 108 kV या 11 kVया उससे थोड़ा ज्यादा 112 होता है जो कि हाइड्रो पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट के जेनरेटर के संरचना पर निर्भर करता है इसके बाद स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है तब वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है जिसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम आता है जो कि 400 kV या 220 kv होता है वोल्टेज को स्टेप अप करने के बाद इसको दूसरे सिस्टम के साथ टाइलाइन किया जाता है टाइलाइन मुख्य तौर से थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन होता है जिसको सिंगल लाइन एरो से दिखाया गया है ट्रांसमिशन लाइन संतुलित सिस्टम होता है जहां तीनों फेज संतुलित पावर को ले जा रहे हैं तो इसको एक सिंगल लाइन से दिखाया जा रहा है जो दूसरे सिस्टम के साथ लाइन टाइ करता है इसलिए और इसके बाद बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं को यहां दिखाते हुए कि कई औद्योगिक उपभोक्ता है बड़े औद्योगिक उपभोक्ता को वोल्टेज स्तर 66 kv या 132 kV पर बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है इसीलिए इसको संतुलित रूप से दिखाया गया है उसके बाद और यहां भी छोटे स्थानीय स्वतंत्र बिजली उत्पादक है शायद निजी पार्टी जो अपनी बिजली उत्पादन कर रहे थे यहां भी एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है इस बगलसे उस बगल तक वोल्टेज को 66 kv या 132 kv तक बढ़ाया जाएगा और यह भी सब ट्रांसमिशनसिस्टम को पावर भेज रहे हैं जो कि स्थानीय स्वतंत्र पावर उत्पन्न करने वाले निजी पार्टी हैं फिर 132 kv या 66 kv से यह और नीचे जाएगा और फिर प्राइमरी डिसटीब्यूशन सिस्टम आएगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 11kv या 33kv होता है यहां भी मध्यम बड़े उपभोक्ता कुछ छोटे उद्योग या मध्यम बड़ी उपभोक्ता हो सकते हैं जिन्हें 33 kv या 11 kv के वोल्टेज स्तर की आवश्यकता है इसलिए उन्हें भी जोड़ दीया गया है जिसे ऐसा दिखाया गया है थोड़ी यहां भी इस विभव स्तर पर 11kv या 33kv पर इसके पास एक छोटे एंबेडेड जनरेटर है हम सौर ऊर्जा और दूसरे जेनरेटिंग डिसटीब्यूटिंग इकाई को भी जानते हैं कोई दिक्कत नहीं सोलर के मामले में अपने dc से ac को परिवर्तित किया होता लेकिन फिर भी जैसे दिखाया गया है वैसे ही बिजली इंजेक्ट किया जाएगा बस उस समय के लिए आप मान लें कि यह केवल विंड जेनरेटर है ठीक है और यहाँ भी यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और बिजली इंजेक्ट किया गया है इसका एक ही अर्थ है कि यह पक्ष दोनों ओर एम्बेडेड जेनरेटरों के लिए भी है और फिर ये द्वितीयक वितरण हैं यहां भी 400V है जिसे आपने देखा होगा कि 4 माउंटेड वितरण ट्रांसफार्मर शायद आपके महाविद्यालय के पास आपके घर के पास तो उन ट्रांसफार्मर में आम तौर पर 11kv 400 kv या शायद 433V होता है तो ये छोटे उपभोक्ता हैं जो 400 V 3 फेज या 230 प्रति फेज लेते है तो इस मामले में अगर यह लाइन से लाइन वोल्टेज है तब यह 400 वोल्ट या 430 वोल्ट होगा और अगर यह आपका एकल फेज चरण है तो यह 400 होगा अगर यह 430√3 है या यदि यह 430 है तो 430√3 सही है तो किस बारे में आता है तो मैंने अभी प्रति फेज 230 वोल्ट लिखा है ठीक है तो यह एक योजनाबद्ध आरेख है जिसे आप संपूर्ण पावर सिस्टम के रूप में देख सकते हैं तो यहां जेनरेटिंग स्टेशन से डिसटीब्यूटिंग स्टेशन के बीच पावर सिस्टम कैसा होता है या दिखाया गया है विशेष रूप से 132 या 66kv या ट्रांसमिशन लाइन को हम इसे सब ट्रांसमिशन सिस्टम के रूप में बुला रहे हैं ठीक है फिर एक पावर सिस्टम के इस हिस्से को लें तो अगर आप इसे एक आयातकार मान लें तो यह मुख्य रूप से एक सर्किट ब्रेकर है ठीक है मान लीजिए आपके पास जेनरेटिंग स्टेशन है यह जेनरेटिंग स्टेशन है तो हमारे पास सभी ट्रांसफार्मर सामान्य स्टेप अप ट्रांसफार्मर है मैंने पावर सिस्टम के दूसरे भाग को दिखाने के लिए यह दर्शाया है फिर यह सभी सब स्टेशन की तरफ आ रही है यह लाइन यहां और वहां से सब स्टेशन के लिए आ रही हैं और फिर यह सभी लोड के लिए जा रही हैं यहां फिर से स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है यह भी वही चीज है एक लोड और यह सभी लोड हैं यह सभी लोड को दिखाया गया है और यहां भी हो सकता है यह सिस्टम के दूसरे भाग में जा रहे हो और यह एंबेडेड जेनरेटर है ठीक है उदाहरण के लिएविंड पावर जेनरेटर तो यह पावर सिस्टम के हिस्से की एक सरल संरचना है यह मूल रूप से सबसे आसान तरीका हो सकता है लेकिन यह पावर नेटवर्क में आपके पास बहुत सारे जरनेटर और बहुत सारे ट्रांसमिशन लाइन होंगे यह सब हम आगे देखेंगे कि कैसे लोड फ्लो को हल करते हैं तो यह पावर सिस्टम का सीमेटिक डायग्राम है अगला सब ट्रांसमिशन सिस्टम है या मूल्य रूप से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का भाग है मेरे कुछ कहने से पहले पहले यह 3 फेज लाइन है और जब दो ऐसी चीज हो तो वह सिंगल फेजलाइन है ठीक है क्योंकि कभी कभी आपको मुख्य रूप से कमर्शियल पेज के लिए 3 फेज की आवश्यकता होती है लेकिन आवासीय क्षेत्र में जैसे तुम्हारे घर के लिए तो फिर पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है यह चीज है ठीक है मान लो उदाहरण के लिए यह 66kv 11kv हैयह सभी सर्किट ब्रेकर की बॉक्सेस हैं यह रिक्लोजर है जो कि एक अतिरिक्त फीडर है ठीक है और यह सभी ट्रांसफार्मर पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है या ग्यारह है मैंने 11 kv 400 volt लिखा है और यह 11kv 430 और 440 भी हो सकता है ठीक है यह सभी पोल माउंटेड डिसटीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है यह सभी अनुभाग बिंदु हैयह बिंदु खुले भी हो सकते हैं और बंद भी हो सकते हैं ठीक है और दूसरी बात यह है कि आमतौर पर यह खुले हुए टाई स्विच होते हैं ठीक है टाई स्विच मतलब मुख्य रूप से थ्री फेज लाइन होता है लेकिन एक अनुभागीय होगा ठीक है अगर आप खुद से ऑपरेट करना चाहे तो आजकल यह आपके कंट्रोल को जटिल बना दिया है इसको खुद से स्विच ऑन या ऑफ किया जा सकता है लेकिन आमतौर पर खुला क्यों होता है जैसे जैसे पावर को दोनों तरफ सप्लाई किया जा सकता है और जब तक कोई फॉल्ट ना हो या कोई लाइन पुरानी ना हो तब तक सब कुछ सही होता है लेकिन मान लो कुछ हुआ हो मान लो यहां कोई फॉल्ट हुआ हैउदाहरण के लिए यहां कोई फॉल्ट हुआ है तो क्या किया जाता है कि इस लाइन को अलग कर दिया जाता है इसको आइसोलेट कर सकते हैं और किस को बंद किया जाता है इस तरह से की पावर इस माध्यम से आ सके और प्रभावित जून को पावर सप्लाई कर सके लेकिन जैसे ही आप इस भाग को खोलते हैं यह प्रभावित जोन को प्रभावित करते हैं क्योंकि पावर इस तरफ से आएगा लेकिन जब यहां कुछ हुआ हो तो यह भाग कोई पावर नहीं लेगा मानो अगर यह खुला हो और आपने यह बंद किया तो पावर इस तरफ से आएगा इसीलिए इसे आमतौर पर खुली हुई टाइ स्विच कहते हैं और यह कुछ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए लिखा गया है लेकिन मान लो कुछ हुआ हो मान लो यहां कोई फॉल्ट हुआ हैउदाहरण के लिए यहां कोई फॉल्ट हुआ है तो क्या किया जाता है कि इस लाइन को अलग कर दिया जाता है इसको आइसोलेट कर सकते हैं और इस को बंद किया जाता है इस तरह से की पावर इस माध्यम से आ सके और प्रभावित जोन को पावर सप्लाई कर सके लेकिन जैसे ही आप इस भाग को खोलते हैं यह प्रभावित जोन को प्रभावित करते हैं क्योंकि पावर इस तरफ से आएगा लेकिन जब यहां कुछ हुआ हो तो यह भाग कोई पावर नहीं लेगा मानो अगर यह खुला हो और आपने यह बंद किया तो पावर इस तरफ से आएगा इसीलिए इसे आमतौर पर खुली हुई टाइ स्विच कहते हैं और यह कुछ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए लिखा गया है अगला है इंटरकनेक्शन के कारण ठीक है क्योंकि बहुत सारे पावर सिस्टम एक साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं इसलिए जेनरेटिंग स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा कनेक्ट किया जाता है ऐसा किया जाता है क्योंकि बहुत सारे पावर को केवल ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है उस विशेष क्षेत्र के ट्रांसमिशन सिस्टम को ग्रीड कहते हैं और इस तरह से आप या कोई और भी इसे दूसरी तरह से परिभाषित कर सकता है लेकिन सामान्यतः ट्रांसमिशन का एक क्षेत्र होता है मानो इस क्षेत्र को हम स्टेट कहें तो इस स्टेट को ग्रीड के नाम से जाना जाता है विभिन्न ग्रिड टाई लाइन के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं इसका मतलब यह 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है ठीक है तो क्षेत्रीय ग्रिड बनाने के लिए जिसे पावरपूल भी कहा जाता है यह वास्तव में पावरपूल है ठीक है तो यह आपस में ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से जुड़े होते हैं इसका मतलब यह है कि यह क्षेत्रीय ग्रिड भी बनाएंगे इसको भी पावरपूल कहते हैं और विभिन्न क्षेत्रीय ग्रिड को आपस में फिर से जोड़ा जाता है ताकि राष्ट्रीय ग्रिड बनाया जा सके तो ट्रांसमिशन सिस्टम को विशेष रूप से ग्रिड के नाम से जाना जाता हैऔर विभिन्न ग्रिड आपस में थ्री फेज लाइन के माध्यम से जो कि टाइलाइन है के माध्यम से जुड़े रहते हैं इसका मतलब यह आपस में एक साथ बंदे होते हैं तो क्षेत्रीय ग्रिड की बनाने के लिए दो ग्रीड आपस में टाइलाइन के माध्यम से जुड़े होते हैं और राष्ट्रीय ग्रिड बनाने के लिए इन क्षेत्रीय ग्रिड को फिर से आपस में जोड़ा जाता है तो यह मतलब है इसका समझे जिसको आप क्षेत्रीय ग्रिड और राष्ट्रीय ग्रिड के नाम से जानते हैं तो आगे है इंटरकनेक्शन के कारण अब सहकारिता सहायता संयंत्र के लाभ में से एक है जो इंटरकनेक्टेड ऑपरेशन का है क्योंकि 3 पूल पावर सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं तो मुख्य रूप से यह सहकारी सहायता के लिए है ठीक है इंटरकनेक्टेड ऑपरेशन हमेशा किफायती और विश्वसनीय होता है ठीक है और हम बाद में देखेंगे जब हम विभिन्न विषयो पर आएंगेतो यह बहुत ज्यादा विश्वसनीय और किफायती है ठीक है इस विषय के लिए इंटरकनेक्शन का आर्थिक लाभ प्रत्येक क्षेत्र में योग्य उत्पादन क्षमता को कम करना है इस समय का विवरण यह वही है जो मैं आपको दे रहा हूं बात जब हम एक अलग विषय पर आएंगे तो अधिक बात हम चर्चा कर सकते हैं ठीक बाद में लेकिन रिजर्व जेनरेशन को कम करने के लिए इंटरकनेक्शन का आर्थिक फायदा प्रत्येक क्षेत्र में क्षमता का मतलब है कि प्रत्येक क्षेत्र का मतलब है कि यह एक पावर सिस्टम का हिस्सा है ठीक है जब इतने सारे पावर सिस्टम आपस में जुड़े होते हैं तो उस मामले में रिजर्व जनरेशन क्षमता प्रत्येक क्षेत्र में कम हो सकती है बाद में मैं समझाने की कोशिश करूंगा ठीक है यदि किसी क्षेत्र में लोड में अचानक वृद्धि या जेनरेशन में अचानक नुकसान हो तो निकटतम इंटरकनेक्टेड एरिया से पावर लेना संभव है उदाहरण के तौर पर कुछ ऐसा है मान लो तुम्हारे पास यह है एक पावर सिस्टम एरिया वन है मानो यह किसी दूसरे क्षेत्र एरिया 2 से जुड़ा हो मानो यह किसी दूसरे क्षेत्र एरिया 3 से जुड़ा हूं मानव कोई दूसरा भी होएरिया 4 यह भी जुड़ा हो या अभी जुड़ा हो मानो यह भी जुड़ा हो ठीक है तो मानो चार एरिया हैं लेकिन यह सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं मानो सभी क्षेत्र सभी क्षेत्र सभी क्षेत्र यह पावर सिस्टम है यह एरिया1 है यह एरिया 2 है यह एरिया 3 है यह एरिया 4 सभी पावर सिस्टम है हर कोई पावर की मांग कर रहा है हर जनरेटिंग यूनिट लोड को देने के लिए पावर जनरेट कर रही है है ना यहां भी मानो कभी ऐसा हो किस एरिया को पावर की जरूरत हो किसी दूसरे एरिया से क्योंकि यहां लोड डिमांड ज्यादा है लेकिन जेनरेटिंग कैपेसिटी कम है तो उस वक्त यह विशेष एरिया दूसरे एरिया 3 से पावर खरीद सकता है अगर यह आपस में इंटरकनेक्टेड हो इसका मतलब यद्यपि लोड ज्यादा है लेकिन जेनरेशन कम इसका मतलब इसकी रिजर्व कैपेसिटी कम है लेकिन यह मान सकता है कि यह पावर सिस्टम के पास पर्याप्त रिजर्व कैपेसिटी है तब यह दूसरे इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम से पावर ले सकता है तो यही वह फायदा है इसका मतलब आर्थिक लाभ इंटरकनेक्शन प्रत्येक क्षेत्र में रिजर्व जेनरेशन कैपेसिटी को कम करना है अब यदि किसी एरिया में अचानक से लोड में बढ़ोतरी या जेनरेशन का कमी होतो यह संभव है कि निकटतम एरिया से पावर लिया जा सके इसका मतलब यदि मानो लोड में बढ़ोतरी हुई हो जैसा मैंने तुम्हें कहा है की यह इस एरिया से इस तीनों पावर सिस्टम से पावर ले सकता है मानो तुम्हारे पास पांच जेनरेटिंग इकाई है और उनमें से एक अचानक से बंद हो जाए मेरा मतलब मतलब अचानक से जनरेशन की कमी हो जाए तो चार अन्य इकाई यहां और हैं तो लोड जेनरेशन काफी कम हो जाएगी और लोड ज्यादा ठीक है इस स्थिति में इन बगल वाले इंटरकनेक्टेड एरिया से पावर सप्लाई की जाएगी इसका मतलब यह अतिरिक्त लोड को इस पावर सिस्टम से सप्लाई दी जा सकती है यदि वे यह मान रहे हो की उनके पास पर्याप्त जेनरेटिंग कैपेसिटी हो ताकि वे अतिरिक्त लोड को सप्लाई दे सकें इसीलिए यदि अचानक से किसी एरिया में लोड में वृद्धि हो और जनरेशन में कमी तो बगल वाले इंटरकनेक्टेड एरिया से पावर लेना संभव है तो यह इंटरकनेक्टेड संचालन का प्रमुख लाभ है तो इस तरह से अचानक से लोड डिमांड की आपूर्ति के लिए प्रत्येक क्षेत्र के जेनरेशन कैपेसिटी की निश्चित मात्रा जिसे स्पिनिंग रिजर्व भी कहते हैं का होना जरूरी है मेरा मतलब लोड में अचानक से वृद्धि और उसी वक्त अतिरिक्त लोड को सप्लाई देना चाहते हैं इसका मतलब प्रत्येक क्षेत्र के जेनरेटिंग कैपेसिटी की निश्चित मात्रा जिसे स्पिनिंग रिजर्व कहते हैं का होना जरूरी है इसमें सामान्य गति से चलने वाले जेनरेटर शामिल हैं और तुरंत बिजली की आपूर्ति करने के लिए तैयार हैंइसका मतलब जैसे जैसे लोड में वृद्धि हो यह जेनरेटर जो कि सामान्य गति से चल रहे हो बिजली आपूर्ति के लिए तुरंत तैयार हो उदाहरण के लिएहाइड्रो जनरेटर और गैस टरबाइन को स्पिनिंग रिजर्व रूप में रखना हमेशा बेहतर होता है इसका कारण यह है कि गैस टरबाइन को 3 मिनट में शुरू करके लोड किया जा सकता है और उससे कम समय में भी क्योंकि यह बहुत जल्दी से बिजली पैदा कर सकता है गैस टरबाइन या हाइड्रो यूनिट हो सकता तो यह गैस टरबाइन और हाइड्रोजन विद्युत उत्पन्न करता है जिसको आप पावर जेनरेटिंग इकाई कहते हैं यह बहुत ही उपयोगी होते हैं कि स्पिनिंग रिजर्व के लिए मानो लोड में अचानक से वृद्धि हो गई हो और आपके पास यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना हो जिसे आप पर्याप्त क्षमता कहते हो आप उसी वक्त आपूर्ति करना चाहते हो तो इस स्थिति में आप की गैस टरबाइन या हाइड्रो इकाई बहुत ज्यादा प्रभावशाली होंगी क्योंकि यह पावर बहुत ही आसानी से उत्पन्न कर सकती है थर्मल पावर प्लांट यहां इकाइयां होंगी जिस की कुछ सीमाएं हैं बाद में अगर संभव हो मैं आपको बताऊंगा कि थर्मल हाइड्रो जेनरेटर पावर बहुत ही जल्दी जेनरेट नहीं करता है मेरा मतलब है कि निरंतर प्रकार में कठोर नहीं है या थर्मल केस के लिए उच्च हाइड्रो केस है जो स्थिर है बहुत कठोर प्रकार है लेकिन हाइड्रो के स्थिति में यह पावर आसानी से उत्पन्न करता है इसी कारण से गैस टरबाइन या हाइड्रो टरबाइन या हाइड्रोजेनरेटर यूनिट को स्पिनिंग रिजर्व के रूप में रखा जाता है अगला है तो यह सामान्य तरीका है जिससे हमने इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम के लाभ को जाना आगे हम लोड की विशेषताओं को जानेंगे तो लोड की सामान्य प्रकृति को लोड कारक द्वारा चरित्रित किया जाता है फिर डिमांड फैक्टर फिर डायवर्सिटी फैक्टर पावर फैक्टर और यूटिलाइजेशन फैक्टर बाद में कुछ और कारक हैं जिसे तुम देखोगे सामान्य तौर पर लोड के प्रकारों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है 4 श्रेणियां हैं घरेलू वाणिज्यिक औद्योगिक और कृषि ठीक है घरेलू लोड अब जान रहे होंगे कि घरेलू लोड क्या होता है घरेलू लोड मैं मुख्य रूप से रोशनी पंखे रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर मिक्सर ग्राइंडर हीटर ओवन छोटे पंपिंग मोटर्स आदि शामिल हैं ये घरेलू लोड है ठीक है इसी तरह वाणिज्यिक लोड मूल रूप से दुकानों फिर कार्यालयों फिर विज्ञापनों आदि के लिए प्रकाश की व्यवस्था करता है प्रशंसक हीटिंग फिर एयर कंडीशनिंग फिर से और कई अन्य बिजली के उपकरण बाजार स्थानों रेस्तरां आदि में उपयोग किए जाते हैं तो घरेलू लोड फिर वाणिज्यिक लोड ठीक है इसलिए इसलिए आम तौर पर घरेलू वाणिज्यिक औद्योगिक और कृषि के विभिन्न लोड में से वे अलग अलग प्रकार के होते हैं जिन्हें आप जानते हैं तो अगला है औद्योगिक लोड इसलिए औद्योगिक लोड जिसे इस पावर सिस्टम के बारे में बात करने का समय मुझे लगता है कि मैंने आपको बताया था विशेष रूप से बड़े उद्योगों उच्च वोल्टेज स्तर से बिजली लेते है इसलिए औद्योगिक लोड में लघु उद्योग मध्यम स्तर के उद्योग बड़े पैमाने पर उद्योग भारी उद्योग और कुटीर उद्योग शामिल हैं ये हैं ये औद्योगिक लोड के अंतर्गत आते हैं ठीक वहाँ लोड वक्र अलग होगा वाणिज्यिक अलग होगा है ना तब घरेलू अलग हो सकता है यदि कृषि भार मूल रूप से मुख्य रूप से मोटर पंप सेट है ठीक है इस एकीकरण उद्देश्यों के लिए कृषि भार कहते हैं तो वहाँ 4 विभिन्न प्रकार के भार हैं अब इसके बाद विभिन्न उपकरणों का वह पावर फैक्टर है ठीक है उदाहरण के लिए इंडक्शन मोटर सामान्यतः 06 से 085 फिर आंशिक हॉर्स पावर मोटर 05 से 08फिर फ्लोरोसेंट लैंप 055 से 90 फिर पंखे 055 से 085 जैसा कि आपने कुछ डेटा देखा जहां उत्प्रेरण प्रेरण भट्टियां 06 से 085 फिर आर्क वेल्डर 035 से 05 तो यह सभी विभिन्न उपकरणों की पावर फैक्टर की क्या सीमाएं हैं यह सभी विद्युत उपकरणों के पावर फैक्टर के विचार थे तो आगे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले पदों की आधारभूत परिभाषा है तो पहले हम कुछ जुड़े हुए लोड की बात करते हैं तो आप अपने सामान्य ज्ञान से बता सकते हैं की जुड़ा हुआ लोड कौन सा होगा इसलिए प्रत्येक विद्युत उपकरण कि उसकी नियत क्षमता होती है हर उपकरण विद्युत उपकरण या घटक जिसे आप जानते हैं कि इसकी अपनी नियत क्षमता होती है आपूर्ति प्रणाली से जुड़े सभी विद्युत उपकरणों की निरंतर रेटिंग के योग को कनेक्टेड लोड के रूप में जाना जाता है उदाहरण के लिए आप अपने घर को लें जिसमें लाइट पंखे एसी तथा अन्य वस्तुएं जैसे की गीजर तो यदि आप इन सभी के रेटेड क्षमता का योग करें तो आपको आपके घर का कनेक्टेड लोड मिलेगा जिसे आमतौर पर कनेक्टेड लोड के नाम से जाना जाता है तो स्थापना या प्रणाली की मांग मेरा मतलब किसी प्रणाली के स्थापना की मांग किसी खास समय अंतराल के लिए इसका मतलब रिसीविंग छोर पर पूरे कनेक्टेड लोड की मांग है इसका मतलब आप के पास कुछ समय परिभाषित है और प्रत्येक डेढ़ घंटे या घंटे के लिए उसके बाद आप इसका किसी खास समय अंतराल के लिए औसत बनाते हैं ठीक है यहां लोड किलो वाट किलो वोल्ट या किलो वोल्ट एम्पीयर जिस भी तरीका से आप परिभाषित करें उसमें हो सकता है लेकिन सामान्य तौर पर पावर सिस्टम में अधिकतर जगह हम किलो वाट या किलो वोल्ट एम्पीयर में ही परिभाषित करते हैं अब डिमांड इंटरवल यह एक समय अंतराल होता है जिसमें हम और सब लोड की गणना करते हैं मानो 1 दिन के लिए आपके पास 24 घंटे हैं और अगर 24 घंटे के लिए अगर आप औसत लोड ज्ञात करने की कोशिश करें तो वह अंतराल हर एक 24 घंटा में आपका डिमांड अंतराल है इसका मतलब किसी समय अंतराल के लिए औसत लोड की गणना की जाती है आगे हम बहुत सारे उदाहरण लेंगे तब आप कनेक्टेड लोड डिमांड इंटरवल को समझोगे अगला अधिकतम डिमांड हैयह अधिकतम डिमांड स्थापना के सभी डिमांड से अधिक होता है जो किसी खास समय अंतराल के लिए होता है अर्थात स्थापना की अधिकतम मांग समय की उस निर्दिष्ट अवधि के दौरान हुई मांगों में से सबसे बड़ी है मानो आप समय अंतराल इस मध्यरात्रि से अगले मध्यरात्रि तक लेते हो तो आप देखते हैं कि किसी प्रणाली के खास स्थापना के लिए मांग बढ़ती रहें और घटती रहती है तो इस 24 घंटे के दौरान आप अधिकतम मांग को नोट कर लेते हैं तो दूसरी शब्दावली है वह है कोइंसिडेंट डिमांड और डायवर्सिफाइड डिमांड ठीक है यह समग्र समूह की मांग हैसमय की निर्दिष्ट अवधि में कुछ असंबंधित भार ठीक है तो आपके पास एक अलग समग्र समूह है ना केवल एकल लोड बल्कि ज्यादा भी हो सकते हैं ठीक है और कुछ औद्योगिक व्यवसाय कृषि और घरेलू मतलब आप के पास बहुत सारे समूह है ठीक है किसी खास समय अंतराल के लिए और यही वह पूरे समूह का समग्र डिमांड हैयह एक विशिष्ट समय अंतराल पर विविध मांगों के लिए व्यक्तिगत मांगों के योगदान का अधिकतम योग है हर जगह समय अंतराल निर्दिष्ट हैइसलिए डायवर्सिफाइड डिमांड के लिए यह व्यक्तिगत मांगों के योगदान का अधिकतम योग है हर घंटे मान लीजिए कि आपके पास लोड का 4 समूह है हर घंटे आप उन लोड को जोड़ रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं विविध डिमांड में से उस व्यक्तिगत डिमांड की अधिकतम राशि क्या हैठीक है तो इसे कोइंसिडेंस डिमांड कहते हैं फिर नन कोइंसिडेंस डिमांड यह भार के एक समूह की मांगों का योग है जिस अंतराल पर कोई प्रतिबंध नहीं हैइस स्थिति में डी या इसे आप जो भी कहें इसमें अंतराल पर कोई प्रतिबंध नहीं हैइस प्रकार यह भार के एक समूह की माँगों का योग है जिसके अंतराल पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिस पर माँग लागू होती हैजिसे हम नन कोइंसिडेंस डिमांड कहते हैं ठीक है आगे डिमांड फैक्टर हैयह सिस्टम के कुल कनेक्टेड लोड और सिस्टम की अधिकतम मांग का अनुपात है इस प्रकार डिमांड फैक्टर DF को सिस्टम के अधिकतम डिमांड और कुल कनेक्टेड लोड के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है इससे डिमांड फैक्टर को अधिकतम डिमांड भागा कूल डिमांड के रूप में लिखा जा सकता हैतो अगर इसे समीकरण एक कहें हैं तो डिमांड फैक्टर सामान्यता एक से कम ही होता है क्योंकि अगर अधिकतम डिमांड कुल कनेक्टेड लोड के बराबर हो तो ही यह एक के बराबर होगाक्योंकि घर पर आपके पास लाइट पंखे रेफ्रिजरेटर गीजर सभी को आप एक साथ ऑन नहीं कर रहे होते तो अधिकतम लोड कुल कनेक्टेड लोड से कम हीं होते हैं सामान्य तौर पर एक से कम डिमांड फैक्टर कुल जुड़े लोड के एक साथ संचालन का संकेत देता है अगला यूटिलाइजेशन फैक्टर है यूटिलाइजेशन फैक्टर तो यह सिस्टम की अधिकतम क्षमता और सिस्टम के रेटेड क्षमता का अनुपात है ठीक है इसलिए बाद में हम इसे परिभाषित करते हैं यह सिस्टम की अधिकतम डिमांड और सिस्टम की रेटेड क्षमता का अनुपात है तो यूटिलाइजेशन फैक्टर को सिस्टम के अधिकतम डिमांड और सिस्टम के क्षमता के अनुपात से परिभाषित किया जाता है यह समीकरण 2 है और अगला प्लांट फैक्टर इसको कैपेसिटी फैक्टर और यूज़ फैक्टर के नाम से भी जाना जाता हैयह ऊर्जा की कुल अवधि के लिए कुल वास्तविक ऊर्जा उत्पादन तथा उत्पादन इकाई द्वारा अधिकतम रेटिंग पर लगातार संचालित होने पर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का अनुपात है तो इसे प्लांट फैक्टर के नाम से जानते हैं कैपेसिटी फैक्टर या यूज फैक्टर विशेष रूप से जेनरेटिंग स्टेशन के लिए एक शब्दावली है जो किसी खास समय अंतराल के लिए कुछ उत्पन्न हुई उर्जा तथा उत्पादन इकाई द्वारा अधिकतम रेटिंग पर लगातार संचालित होने पर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का अनुपात है तो इसे प्लांट फैक्टर कैपेसिटी फैक्टर या यूज फैक्टर कहते हैं